पिछली 4 कक्षाओं में हमने व्याख्या की कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अवतल लेंस और उत्तल लेंस की फोकल लंबाई को कैसे नापते हैं हम लंबन विधि का उपयोग करते हुए मतलब प्रतिबिंब सुई का उपयोग करते हुए प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे इसमें प्रतिबिंब का सिरा और सुई प्रतिबिंब का सिरा दोनों मिले हुए होते है और जब हम अपनी आंखों को बाई तरफ घुमाते हैं वे अलग नहीं होंगे आज मैं उत्तल लेंस की फोकल लंबाई को नापने की एक दूसरे विधि की व्याख्या करूंगा यह डिस्प्लेसमेंट तरीका कहलाता है यह डिस्प्लेसमेंट तरीका क्या है मैं आपको समझाता हूं डिस्प्लेसमेंट विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकल लंबाई का निर्धारण करना यह फार्मूला इस डिस्प्लेसमेंट विधि के लिए काम करता है और यह लेंस फार्मूला है 1f 1 v 1 u अब मूलतः डिस्प्लेसमेंट विधि है यदि वस्तु और स्क्रीन के बीच की दूरी उत्तल लेंस की फोकल लंबाई की 4 गुना है तो एक साफ प्रतिबिंब लेंस की 2 स्थिति के लिए बन जाएगा यदि x लेंस की दो स्थितियों के बीच का विस्थापन है और D वस्तु और स्क्रीन के बीच की दूरी है ठीक है तब इस उत्तल लेंस की फोकल लंबाई f D2 x24D होगी यह इस विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का काम करने का सूत्र है हमें वस्तु और स्क्रीन को एक निश्चित दूरी पर रखना होगा और वह दूरी लेंस की फोकल लंबाई से 4 गुना ज्यादा होनी चाहिए अब यदि मैं लेंस को इस वस्तु और स्क्रीन के बीच घुमाता हूं तो एक स्थिति पर हमें वस्तु का बहुत साफ प्रतिबिंब स्क्रीन पर मिलेगा हमें वह स्थिति लिख लेनी है और इसके बाद यदि आप दोबारा इस लेंस को हिलाते हैं तो आपको एक दूसरी स्थिति मिलेगी उस दूसरी स्थिति के लिए भी आपको दोबारा साफ़ प्रतिबिंब स्क्रीन पर मिलेगा यह इस लेंस का विस्थापन होता है जिससे हमें साफ प्रतिबिंब दो बार स्क्रीन पर मिलता है यह x है जिसका हमें पता लगाना है और वस्तु और स्क्रीन की स्थिति स्थिर है या निश्चित है तो वह दूरी हम लिख लेते हैं वह दूरी d है अब इस सूत्र का उपयोग करके हम फोकल लंबाई का पता लगा सकते हैं स्क्रीन को अलग अलग दूरी पर रखते हैं जैसे 5 सेंटीमीटर ज्यादा दूरी और या 10 सेंटीमीटर इस जगह से हम तीन चार बार के डाटा सेट्स ले सकते हैं और इससे f और औसत f का पता लगा सकते हैं यह सूत्र कैसे आया मुझे लगता है यह बारहवीं कक्षा का कार्य है आप जानते हैं यह गृह कार्य है मैं आपको बता सकता हूं कि यह कैसे आया परंतु मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत है क्योंकि यह प्रतिबिंब है यह वस्तु है और यह प्रतिबिंब की स्क्रीन स्थिति है यह लेंस की स्थिति है लेंस की दूरी या वस्तु की लेंस से दूरी u है और इस स्क्रीन की लेंस से दूरी जोकि प्रतिबिंब दूरी है v है लेंस की इस स्थिति के लिए हम स्क्रीन पर प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं अब यदि आपको लेंस की वह दूसरी स्थिति मिल जाती है जहां आपको उसी जगह पर पुनः प्रतिबिंब मिल रहा है तो इसका मतलब वस्तु दूरी वस्तु दूरी यह होगी और प्रतिबिंब दूरी यह होगी जो भी हो यह कुल दूरी D होगी D u v या v D u इस फार्मूले में 1 v 1 u 1f है तो हम v को D u से बदल सकते हैं इस तरह आपको सरल विधि से u की द्विघातीय समीकरण मिल रहा है u द्विघात समीकरण इसका मतलब आपको u के दो हल या मान मिलेंगे जो u1 और u2 है यह लेंस की एक स्थिति है यह दूरी u1 और लेंस की दूसरी दूरी जो u2 है u2 u1 x है x u2 u1 हम इसे यहां से कर सकते हैं आप इसे घटा दें आपको यह मिल जाएगा इस संबंध से f D2 x24D हमारे प्रयोग के लिए हम सारणी का उपयोग करेंगे यह सारणी है वास्तव में मैंने सारणी बनाई है यह एकल लेंस हो सकता है या यह दो लेंस का संयोजन हो सकता है पर मैं सिर्फ एकल लेंस के विषय में चर्चा कर रहा हूं कोई भी इस प्रयोग को इसी तरह से संयुक्त लेंस के लिए भी कर सकता है चाहे वह लेंस एक दूसरे से जुड़े हो या एक दूसरे से D दूरी पर हो यह अवलोकन क्रमांक वस्तु और स्क्रीन की स्थिति सैंटीमीटर्स में है तो इस स्थिति से आप वस्तु और स्क्रीन के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं जो है D OI अब हमें लेंस को रखना होगा और हम एक लेंस की स्थिति में जगह का पता लगाएंगे जो सैंटीमीटर्स में है पहली स्थिति के लिए आपने लिख लिया है दूसरी स्थिति के लिए भी आपने लिख लिया है सामान्यतः हर स्थिति के लिए आप तीन अवलोकन ले सकते हैं और पहली स्थिति O1 का औसत O2 का औसत और तब विस्थापन का आप पता लगा सकते हैं x O2 O1 इन संयुक्त लेंसों के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं किसी को भी यही तरीका काम में लेना होगा परंतु मुझे लगता है मैं इसे छोड़ देता हूं आप फोकल लंबाई का पता लगा सकते हैं आप फोकल लंबाई का पता लगाने के लिए f D2 x24Dका प्रयोग कर सकते हैं चाहे एकल लेंस हो या संयुक्त लेंस हम दोनों कर सकते हैं इस एक लेंस के लिए और फिर दूसरे लेंस के संयोजन पर भी यदि आप दूसरे लेंस को इस एकल लेंस के साथ जो भी हमने उपयोग किया है उसके साथ संयुक्त करते हैं और इस सारणी से आपको संयुक्त लेंस की फोकल लंबाई मिल जाएगी यदि वह F है आप दूसरे वाले की फोकल लंबाई का भी पता लगा सकते हैं दूसरे लेंस की फोकल लंबाई F2 है परंतु वह हिस्सा मैं छोड़ता हूं जैसा मैंने बताया था मैं आप पर छोड़ता हूं यह आप का ग्रह कार्य है आप पता लगा सकते हैं किंतु यहां मैं व्याख्या करूंगा की उत्तल लेंस एकल लेंस की फोकल लंबाई का पता विस्थापन विधि से किस प्रकार लगाएंगे मैं आपको प्रयोग समझाता हूं वास्तव में मुझे यहां स्क्रीन की आवश्यकता है पहले मैं सुई प्रतिबिंब का उपयोग कर रहा था और प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाने के लिए लंबन विधि का उपयोग कर रहा था पर विस्थापन विधि में हम सुई प्रतिबिंब का उपयोग नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि इस विधि में हम लेंस की दो स्थितियों का पता लगाएंगे लेंस की स्थिति कैसे मुझे लेंस की स्थिति कैसे पता लगेगी प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की तीक्ष्णता देख कर मैं लेंस की दो स्थितियों का पता लगाऊंगा इसलिए मुझे प्रतिबिंब को सीधे देखना होगा सिर्फ तभी मैं इस विस्थापन विधि का उपयोग कर सकता हूं यहां यह स्क्रीन है और यह सुई है सुई के ऊपर मैंने मोम रखा है मैंने थोड़ा सा मोम रखा है मैं इसे जलाऊंगा और यह मूलतः हमारी स्त्रोत वस्तु है और फिर हम मोमबत्ती के प्रतिबिंब को स्क्रीन पर देखेंगे तथा हम सुई के स्पष्ट प्रतिबिंब को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे यह उल्टा होगा दूसरी बात है कि इन दोनों स्थितियों के लिए पहली स्थिति यह लेंस के पास वस्तु के पास है इसलिए यहां हमें बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा हमें आवर्धक प्रतिबिंब मिलेगा और बहुत ज्यादा दूरी के लिए सैद्धांतिक रूप से हमें बहुत छोटा नगनय प्रतिबिंब मिलेगा इसे कोई भी जांच सकता है पता लगा सकता है मैं इसे जलाता हूं यह मेरी वस्तु है और यह मेरी स्क्रीन है अब मुझे देखने दे स्थिति का पता लगाएं हम इसे देख सकते हैं मैं यहां प्रतिबिंब को देख सकता हूं परंतु यह केंद्रित नहीं है मुझे स्क्रीन पर एक केंद्रित प्रतिबिंब ढूंढना होगा हां इस विकेंद्रित से होते हुए बिल्कुल यही हम इस मोमबत्ती के उलटे प्रतिबिंब को देख सकते हैं मुझे अपनी सारणी में यह स्थिति लिख लेनी चाहिए मैं यह स्थिति लिख लूंगा अवलोकन 1 ठीक पहले अवलोकन में इस स्थिति में वस्तु 0 पर है मैंने इसे 0 पर रखा और फिर स्क्रीन की स्थिति स्क्रीन की स्थिति को मैंने 50 पर रखा मैंने इसे 50 सैंटीमीटर पर रखा ठीक है अब इस लेंस की स्थिति मैं देख सकता हूं 122 है यह दूरी D है यहां D 50 है और फिर लेंस की पहली स्थिति मैं देख सकता हूं यह 122 है अब मैं दूसरी स्थिति का पता लगाऊंगा अब देखते हैं यह केंद्रित नहीं है मैं जा रहा हूं और अब अब यह केंद्रित है मुझे मिल गया परंतु यह छोटा है आप छोटा वाला दोबारा देख सकते हैं यह वापस विकेंद्रित हो रहा है मुझे लगता है यह स्थिति मैं यह स्थिति ले सकता हूं मैं ले सकता हूं यह स्थिति भी मैं ले सकता हूं क्योंकि मूलतः यह विशेष स्थिति नहीं है वास्तविकता में किसी को भी तीन पठन इस स्थिति के लिए लेने चाहिए पहला स्थिति में यह क्या है यह है 427 यह है 427 ठीक है मैं देख सकता हूं 427 आप आगे बढ़ सकते हैं और दो और अवलोकन ले सकते हैं मैं नहीं लूंगा किंतु आपको लेने चाहिए फिर आप उनका औसत ले सकते हैं यह है 125 122 और यह है 427 अब मुझे विस्थापन x O2 O1 मिलेगा मैं देख सकता हूं यह 5 है और यह है मैं देख सकता हूं यह है 0 या 0 और फिर 305 यह है 305 कह सकते हैं यह लगभग 30 है अब f D2 x24D देखिए अब यदि मैं गणना करता हूं तो मुझे क्या मिलता है D है 50 और x है 30 यदि मैं वह फार्मूला उपयोग करके गणना करूं f D2 x24D मैंने क्या किया है यह है f 502 3024x50 यह है a2 b2 ab ab 80 a b 20 f 8020450 8 cm मुझे 8 सेंटीमीटर मिल रहा है करीब करीब मैंने कर लिया है और मुझे यह मिला है यह है 8 सेंटीमीटर आपको 2 3 अवलोकन और लेने चाहिए और पता लगाएं कि यह वास्तव में क्या होगा यह 8 नहीं है यह 10 के लगभग होना चाहिए यह 10 है यह मूलतः 305 था मुझे लगता है मैंने गणना करने में गलती नहीं की है हमारे पास है 305 हां यह 305 का वर्ग लेगा इसलिए ज्यादा है इससे यह कम होगा यह हो सकता है मैं नहीं जानता यदि यह ज्यादा है तो यह अंतर कम होगा यह कम हो जाएगा कोई बात नहीं लगभग मैंने यह पता लगाया कि यह 8 सेंटीमीटर है परंतु यह लेंस करीब 10 सेंटीमीटर है परंतु यह नहीं भी हो सकता यह 10 सेंटीमीटर है यह 8 भी हो सकता है इस विधि से किसी को भी पता लगाना चाहिए आप देखते हैं तो पुनः यदि मैं दोबारा प्रयोग करता हूं मैं यह स्थिति लूंगा अब यह दोबारा 123 है पहले यह 122 थी अब यह 123 आ रहा है 124 यहां इस बिंदु के करीब आ रहा है ठीक है लगभग 124 दूसरी बार मैं देखूंगा यह 435 आ रहा है यहां मैंने एक गलती की है मैं इसे देख सकता हूं यह 50 नहीं यह 56 है यह गलती मैंने की है इसलिए यह परिणाम आया यह 50 नहीं है मैं देख सकता हूं यह 56 है यह 56 cm स्क्रीन दूरी है स्क्रीन दूरी है 56 मुझे लगता है मैंने यह गलती की थी इसलिए इस तरह का परिणाम आया मेरा मतलब यह मान मैंने दो बार जाचे या करीब करीब 305 है लगभग 30 आप ले सकते हैं 305 लगभग 30 वास्तव में गणना के लिए हमें इसे 56 बनाना होगा ठीक है हम इसे 56 बना लेते हैं यह 56 चलिए 30 लेते यहां 86 होगा तो यह होगा f 8626456 431356 431356 अब मैं केलकुलेटर का उपयोग करता हूं इसका पता लगाने के लिए मैं केलकुलेटर का उपयोग करता हूं यह है 134356 हमने गणना की 56 से विभाजित किया यह वापस बराबर है यह मैं नहीं जानता यह केलकुलेटर यह 504313 556559 और इसे हम 56 से विभाजित करते हैं तब होगा पर दुर्भाग्यवश कुछ गलत है यहां यह है 55956 तब जवाब में चाहता हूं 559 मुझे लगता है मैं दूसरा उपयोग करता हूं Refer Time 2455 559 को 56 से विभाजित करने पर यह 9474745 आ रहा है हां यह लगभग 95 सेंटीमीटर है पहले यह 8 आ रहा था क्योंकि मैंने गलती की थी यहां यह 8 नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी फोकल लंबाई जो कंपनी ने बताई है वह 10 सेंटीमीटर है हमारे नापने पर यह 95 आ रही है अब यदि आप 305 लेते हैं या आप ज्यादा अवलोकन लेते हैं यह 10 के समीप जा सकती है और जो भी आपको मिलेगी वह इसका मान है यह बहुत उपयोगी तरीका है सरल तरीका है विस्थापन तरीका किंतु आपको स्क्रीन की आवश्यकता है और मुझे लगता है हां उसके लिए आपको वास्तविक प्रतिबिम्ब की आवश्यकता है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस परिस्थिति में आप विस्थापन विधि को उपयोग कर सकते हैं अब इसके साथ मैं दूसरा लेंस रखता हूं दूसरा लेंस रखता हूं और यह दोनों लेंस चाहे यहां जुड़े हो या यह अलग अलग हो सकते हैं तब फोकल लंबाई इसकी फोकल लंबाई f 1f11f2 df1 f2 का जोड़ होगी यह d क्या है d इन दोनों लेंस के बीच की दूरी है इन दो लेंसों के बीच की दूरी को बदलते हुए आप इस संयोजन की चर फोकल लंबाई प्राप्त कर सकते हैं यह इस प्रयोग का फायदा है इस विधि से भी इसे समझाया जा सकता है मैं उसे वापस दोहराने नहीं जा रहा आप फोकल लंबाई को माप सकते हैं आप इन दोनों की समतुल्य फोकल लंबाई भी निकाल सकते हैं वहां से आपने पहले से ही एक के लिए मापा है तो आप पता लगा सकते हैं कि दूसरे की फोकल लंबाई क्या है यदि आपको यह एक मिल जाता है मूलतः इस विधि से आप इसे निकाल सकते हैं यदि आपको एक पता है तो दूसरा वाला भी आप निकाल सकते हैं यह अवतल लेंस हो सकता है यह अवतल लेंस भी हो सकता हैठीक अवतल लेंस का उपयोग करने के लिए यह सीधे नहीं मिल सकता है केवल यह शर्त कि अवतल लेंस की जो फोकल लंबाई है वह उत्तल लेंस की फोकल लंबाई से अधिक होनी चाहिए अंततः यदि इस उत्तल लेंस की फोकल लंबाई इस अवतल लेंस की फोकल लंबाई से कम है तो यह परिणामी लेंस यह कन्वर्जिंग अवतल लेंस होगा और यह वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करेगा और आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं यह दूसरा तरीका है इसे हम उत्तल लेंस या संयुक्त लेंस की फोकल लंबाई मापने के लिए उपयोग करते हैं संयुक्त लेंस जब हम अवतल लेंस की फोकल लंबाई का पता लगाते हैं हमें उत्तल लेंस की सहायता लेनी पड़ती है क्योंकि अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं जो आप नहीं देख सकते आप सुई प्रतिबिंब पर इसे नहीं रख सकते इसलिए हमें इन उत्तल लेंस की सहायता लेनी होगी परंतु मैंने आपको दूसरा तरीका दिखाया यहां से इस संयुक्त विधि संयुक्त लेंस और विस्थापन विधि का उपयोग करके आप उत्तल लेंस की फोकल लंबाई का पता लगा सकते हैं या आप संयुक्त लेंस की फोकल लंबाई का पता लगा सकते हैं आप उपयुक्त दूरी का भी पता लगा सकते हैं कि आपको इन दोनों लेंसों को कितनी दूरी पर रखना चाहिए जिससे आपको किसी उद्देश्य के इच्छा अनुसार फोकल लंबाई मिल जाए यह विस्थापन तरीका है हम प्रयोगशाला में लंबन विधि के अलावा इसे भी उपयोग करते हैं मैं यहां समाप्त करता हूं ध्यान देने के लिए धन्यवाद